प्रोसेसर जिस रेट से काम करता है वह तथा जितना समय मेमोरी से डाटा लाने में लगता है इस में बहुत अंतर होता है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो हम इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे हम इसे कैशे कहते हैं यह आवश्यक रूप से एक छोटी लेकिन तेज मेमोरी होती है जोकि प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच में रहती है लेकिन ये काफी महंगी हो सकती है इसलिए हम अपनी पूरी मेमोरी को इससे नहीं बदल सकते लेकिन इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है और एक छोटी सी कैशे भी आपकी बहुत मदद कर सकती है तो कैशे कैसे काम करती है यह आपकी मुख्य मेमोरी है यह आपका डाटा पाथ है और यह आपका प्रोसेसर है और हम क्या करते हैं हम तेज मेमोरी को प्रोसेसर के बिल्कुल बगल में रख देते हैं तब जब भी प्रोसेसर कुछ भी डाटा एक्सेस करता है अगर वह डाटा कैशै में है तो यह सीधा कैशे से प्रोसेसर में आ जाता है यह में आपको बहुत ही सादे तरीके से बता रहा हूं कैशे किस प्रकार काम करती है इसलिए अगर डाटा कैशे में है तो वहां से ले लो नहीं तो मुख्य मेमोरी से लो और उसे कैशे में रख दो क्या कैशे हमेशा लाभदाई होती है नहीं यह सब कोड पर निर्भर करता है अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जैसे मान लो कि मैं मेमोरी से अनियमित रूप से डाटा एक्सेस करता हूं तो यह मुझे कुछ ज्यादा लाभ नहीं देने वाली है लेकिन अगर मैं डाटा को संरचनात्मक रूप से मेमोरी से एक्सेस करता हूं तो यह मुझे बहुत फायदा दे सकती है तो यह समझने के लिए एक बार फिर से हम पुराना उदाहरण देखेंगे जो कि हम पहले देख रहे थे तो हम मैट्रिक्स मल्टिप्लाई को फिर से देखेंगे हम C AXB की गणना करना चाहते थे हम यह मान रहे थेकी सारी मैट्रिक्स 64X64 साइज की है तथा हर एलिमेंट एक 4 बाइट फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर है तो मैं यह मान कर चलता हूं कि मेरे कैशे का साइज 64 K है तो मैट्रिक्स A का पूरा साइज बाइट्स में क्या होगा वहां पर 64X64 एलिमेंटस है और हर एक का साइज 4 बाइट्स है इसलिए A का साइज है 16384 चलो अब इसकी गणना K के टर्म में करते हैं तो यह 16k है इसी तरह से मैट्रिक्स C तथा B भी एक ही साइज की हैं उसमें से हर एक 16K की है तो टोटल डाटा साइज 48k है तो यह सब कैशे में आ जाएंगे अगर मैं चाहूं तो इन सब को कैशे में फिट कर सकता हूं लेकिन अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे परफॉर्म होगा तो यह मान लेते हैं कि कैशे मुझे 1 नैनोसेकंड अथवा 1 साइकिल की लेटेंसी देती है तथा मुख्य मेमोरी पहले की तरह मुझे 100 साइकिलस अथवा 100 नैनोसेकंडस की लेटेंसी दे रही है तो अब क्या होता है कि जब मैं पहली बार एक एलिमेंट को एक्सेस करता हूं तो वह मेमोरी के द्वारा आता है जोकि 100 साइकिलस या 100 नैनोसेकंडस लेगा लेकिन इसके बाद जब भी मैं किसी भी डाटा को एक्सेस करूंगा तो यह कैशे से आएगा तो चलो मैं इसे आसान तरीके से कहता हूं कि मैं सारा डाटा सबसे पहले कैशे में लोड करता हूं यद्यपि आप इसे इस तरीके से नहीं करते हैं लेकिन अभी आसानी से समझने के लिए मैं यह मान रहा हूं इसलिए हम सारी मैट्रिसेज को कैशे में लोड कर देते हैं तो यह कितना समय लेने वाली है 100 ns 64 64 मुझे C को लोड करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं 2 के साथ रहूंगा ठीक है जो कि लगभग 800µs 32X32 लगभग 1000 है यह 1024 है अभी के लिए मैं 1024 को लगभग हजार मान रहा हूं मैट्रिसेज को लोड होने में 800µs लगेंगे अब मान लेते हैं कि हम कोड का एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं मेरे पास क्या था मेरे पास इंस्ट्रक्शन था लोड R1 R3 यह वास्तव में aik फेच कर रहा था लोड R2 R4 यह वास्तव में bkj फेच कर रहा था और अंत में मैं madd R5 R1 R3 कर रहा था यह इंस्ट्रक्शन था जिसे इस तरह से मैं बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था इनमें से हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा 1 ns यहां मैं थ्रूपुट की बात कर रहा हूं यहां मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं और मेमोरी लेटेंसी 1ns हो रही है और अगर मैं उत्तम पाइपलाइनिंग करने में सक्षम हुआ तो हर एक इंस्ट्रक्शन 1 ns में एग्जीक्यूट हो जाएगा और तब मैं madd एग्जीक्यूट करूंगा मैं एड्रेस को इंक्रीमेंट increment करूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा और ऐसे ही आगे भी करता रहूंगा तो वास्तव में यह कुछ साइकिल्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा हम मान लेते हैं कि यह लगभग 20 साइकिल्स लेगा मैं बस एक अनुमान ले रहा हूं मान लो कि एक इटरेशन को पूरा करने में यह 20 साइकिल्स लेता है तो यह 200 ns से बहुत बेहतर हैजो कि यह पहले लेता था क्योंकि डाटा कैशे से आ रहा है तो आपकी मेमोरी लेटेंसी बस 1ns है तो आप ऑपरेंड फेच केवल एक साइकिल में करने में सक्षम होतो मुझे कुल कितने इटरेशंस करने होंगे n3 यह है लगभग 256000 इतने इटरेशंस मुझे करने पड़ेंगे मैंने मोटे तौर पर 20 साइकिल्स लिया है जो समय की यह लेने वाला है तो कुल समय क्या है 256 K गुना 20ns और मुझे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं 2n3 मैं मल्टीप्लाई और ऐड को अलग अलग गिन रहा हूं 2x64 3 और यह है 643X20 तो मेरा FLOPS क्या है वह है कुल ऑपरेशंस समय द्वारा विभाजित यह समय वास्तव में 643X20 नहीं है बल्कि 643X20800us है तो 643 कितना है 643 256K है यह है 512K256K x 20ns 800µs यह नैनोसेकेंड्स है जोकि है 512K5120µs800µs यह लगभग 90 MFLOPS है तो हमें कैशे के बिना कैसी परफॉर्मेंस मिल रही थी हमें 10 MFLOPS की परफॉर्मेंस मिल रही थी और कैशे के साथ हमें 90 MFLOPS की परफॉर्मेंस मिल रही है तो आप वहां बहुत कुछ कर सकते हैं यहां यह योजना है कि हम मेमोरी लेटेंसी के मुद्दे को कम करने के लिए कैशे को कैसे उपयोग कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिसेज है मल्टीप्लाई करने के लिए जोकि कैशे में फिट नहीं हो सकती हैं तो क्या होता है तो यहां महत्वपूर्ण भाग यह है कि अगर आपने एक बार डाटा फेच कर लिया तो जितना हो सके आप इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहतें हैं कैशे कैसे काम करता है आपने यहां कुछ डाटा लोड किया था वहां अलग अलग लोकेशंस होती हैं तो जब हम कहते हैं 64 K कैशे और मान लो कि वर्ड साइज 4 बाइट्स है तब यह आवश्यक रूप से 16 K वर्ड्स स्टोर करता है जिसमें से की हर एक 4 बाइट का होता है क्या होगा जब आप 16 K एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हो आप अगले एलिमेंट को कब एक्सेस करोगे क्या होने वाला है यह इनमें से किसी एक एंट्रीज को बदलने वाला है इसको इन में से किसी एक एंट्रीज को बदलना ही पड़ेगा कैशे रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारी एल्गोरिदमस हैं रिप्लेसमेंट कैसे होगा लिस्ट रिसेंटली यूज्ड अथवा कुछ और लेकिन हम इसमें नहीं जा रहे हैं लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात जो समझनी है वह यह कि आपको यह पक्का करना पड़ेगा कि आप कुछ डाटा लोड कर रहे थे आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा इससे पहले कि यह डाटा बाहर फेंक दिया जाए होगा क्या कि यह डाटा बाहर फेंक दिया जाएगा क्योंकि कैशे साइज सीमित मात्रा में है अगर आप ऐसे डाटा पर काम कर रहे हो जिस का साइज 16 K से बड़ा है अंत में ऐसे मामले में आपका डाटा बाहर फेंकना शुरू हो जाएगा अगर आपके पास बहुत बड़ी मैट्रिसेज है और आप बहुत बड़ी मैट्रिसेज पर काम कर रहे हैं तो आप यह मानकर नहीं चल सकते कि सारी मैट्रिसेज एक ही समय पर कैशे में रहेंगी तो आप ऐसा कोड कैसे लिखेंगे जिससे कैशे का इस्तेमाल कुशलता से हो सके तो मैं आपको एक बहुत उच्च स्तर का विचार दूंगा कि यह कैसे हो सकता है तो अगर आप दो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करना चाहते हो मान लेते हैं कि यहां पर दो मैट्रिसेज हैं तो आप क्या करोगे आप उन्हें ब्लॉक्स में बांट दोगे इस कोर्स मैं बाद में इसके बारे में हम विस्तार से अंदर जाएंगे अभी हम लिनियर अलजेब्रा की समस्या पर बहुत ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं तो आप क्या करने वाले हो आप अपनी मैट्रिक्स को ब्लॉक्स में बांटने वाले हो और इसमें से हर ब्लॉक का साइज 64 X 64 है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 64 X 64 साइज के ब्लॉक पर काम कर रहे हैं तब मैं इसे कैशे में फिट कर सकता हुं मैं एक A के ब्लॉक को एक B के ब्लॉक को और एक C के ब्लॉक को इसमें फिट कर सकता हूं जिसमें की हर एक का साइज 64 X 64 है अब माना कि मेरे पास मैट्रिक्स A है मैट्रिक्स B है और अंत में मुझे मैट्रिक्स C में आउटपुट चाहिए तो मैं इन सब का ब्लॉक व्यू लूंगा यह ब्लॉक क्या है यह 64 X 64 साइज की एक सब मैट्रिक्स sub matrix है जब आप CA X B करते हो तो आपको इस ब्लॉक में क्या मिलता है अगर मैं इन ब्लॉकस को इंडेक्स करता हूं यह C ब्लॉक का22 भाग है तो यह कुछ नहीं बल्कि वास्तव में मैट्रिक्स A के दूसरे ब्लॉक रो का मैट्रिक्स B के दूसरे ब्लॉक रो के साथ का प्रोडक्ट है तो यह इसका इसके साथ प्रोडक्ट है प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट है प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट है प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट है तो यह है ब्लॉक 22 इसलिए अगर मैं यह करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा तो मैं कैसे कैशे का कुशलता से उपयोग करूंगा सबसे पहले मैं ब्लॉक A को लोड करूंगा और ब्लॉक B को कैशे मैं लोड कर लूंगा फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा और C में स्टोर करूंगा तो कैशे में बस यही C का ब्लॉक है जोकि बहुत जल्दी से 90 MFLOPS की दर से हो जाएगा और तब मैं इन दोनों ब्लॉक्स को लोड कर लूंगा और मैं फिर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा अब सारा डाटा फिर से कैशे में है मैं इसे अब 90 MFLOPS की दर से कर सकता हूं और आगे भी करता रहूंगा जब मैं कंप्यूट कर रहा हूं मैं यह सारे ऑपरेशंस कर रहा हूं यह दोनों ब्लॉक फिर यह दोनों ब्लॉक और फिर यह दोनों ब्लॉक और फिर यह दोनों ब्लॉक मैं जब कंप्यूटिंग कर रहा हूं तब मुझे मूल रूप से ब्लॉक संख्या22 को वापस से लिखना है और मैं यह सब C के ब्लॉक के लिए फिर से करूंगा यह टेंपोरल लोकेलिटी कहलाता है इसलिए आवश्यक रूप से यह यही कह रहा है